एक यूनिफार्म ऐरे अगर मैं उसे उत्तेजित करना चाहता हूं तो मुझे हर फेज के लिए अलग अलग फेज और एम्पलीट्यूड एक्साइटेशन्स लिए एक उचित व्यवस्था की आवश्यकता है अब सभी तत्वों को चलाने के बजाय एक पैरासिटिक ऐरे को केवल एक रेडिएटर द्वारा चलाया जाता है और वहां हम कुछ अन्य पैरासिटिक रेडिएटर्स डाल सकते हैं ताकि यह एक अच्छी डिरेक्टिविटी दे सके अब यह काम कर सकता है काम नहीं भी कर सकता है तो कुछ लोगों ने कुछ बहुत अच्छे डिजाइनों का पता लगाया है जहां सरल संरचना काम कर सकती है उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध यागी उडा ऐरे है दरअसल यागी उडा दो वैज्ञानिक हैं जापानी वैज्ञानिक उन्होंने एक ऐसा पैरासिटिक ऐरे पाया जो लगभग हर जगह HF के लिए उपयोग किया जाता है HF का अर्थ है 3 से 30 MHz फिर VHF 30 से 300 MHz और UHF यानी 300 से 3000 MHz 300 MHz यह टीवी प्रसारण में काम आता है टीवी प्रसारण शुरू में इन ज़ोन में था फिर यहाँ हो गया तो इन सभी मामलों में इसका उपयोग टीवी प्रसारण में है टीवी प्रसारण के लिए यह एक उत्कृष्ट ऐन्टेना है और यह अच्छी मात्रा में डिरेक्टिविटी देता है जो एक सिंगल डाईपोल के लिए संभव नहीं था तो इस संरचना को समझने के लिए है मान लीजिए हम इस तरह दिखते हैं मेरे पास एक डाईपोल एंटीना है और यह एक पैरासिटिक है तो मैं यह बता दूं कि यह 1 पैरासाइट है मैं इसे नहीं चला रहा हूं 2 एक दिया हुआ तत्व है जो संचालित हो रहा है मैं यहां फीड कर रहा हूं और यह दुरी जिसे मुझे 'd' लेने दें तो यह एक दो एलीमेंट ऐरे है ऐरे अक्ष क्या है यह ऐरे अक्ष है यह एक एलीमेंट है यह एक दूसरा एलीमेंट है और मेरी चीज़ यह है मैं इस चलित 1 को रेफेरेंस के रूप लेता हूँ और यह कोण मेरा साई psi कोण है तो यह ऐरे एक्सिस दो एलिमेंट ऐरे है यह मेरी ऑब्जर्वेशन चीज़ है अब यह पूरी चीज़ जो आप देख रहे हैं मैं टू पोर्ट नेटवर्क के रूप में देख सकता हूं यह एक पोर्ट है यह एक दूसरा पोर्ट है इसलिए मैं लिख सकता हूं कि वहाँ है जाहिर है मैं इसे उत्तेजित कर रहा हूँ इसलिए यहाँ करंट है अब चूंकि यह इस रेडिएटर 1 के पास है क्योंकि यह एक कंडक्टर है तो इस विकीर्ण क्षेत्र का योग जो यहां प्रेरित करेगा क्योंकि उनके बीच मुच्यूअल कपलिंग है और यहां कुछ करंट भी प्रेरित करेगा इसलिए मैं लिख सकता हूं कि पोर्ट 1 पर वोल्टेज क्या होगा यह मेरा पोर्ट 1 है यह मेरा पोर्ट 2 है तो V1 Z11 I1 plus Z12 I2 होगा और V2 Z21 I1 plus Z22 I2 होगा क्या मैं इसे टू पोर्ट नेटवर्क के लिए लिख सकता हूं और यह तत्व 1 यह संचालित नहीं है तो मैं कर सकता हूं कि वोल्टेज यह वोल्टेज 0 होगा तो अब मैं इस I1 और I2 के लिए हल कर सकता हूं तो I1 क्या होगा I1 Z12 V2 by Z11 Z22 minus Z12 square होगा और I2 Z11 V2 by Z11 Z22 minus Z12 square के बराबर है तो इन दोनों से विकिरण होगा यह दर्शाता है कि भले ही मैं इसे उत्तेजित नहीं करता हूँ लेकिन उनके बीच मुच्यूअल कपलिंग है जो कुछ भी नहीं है यह Z12 और Z21 है अगर हम पहले इस पर विचार नहीं कर रहे थे लेकिन व्यावहारिक मामलों में यह है इसलिए I1 और I2 दोनों में धाराएं हैं इसलिए दोनों से अब विकीर्ण होंगे इसलिए मेरे किसी भी फार फ़ील्ड के विकिरण उनमें से कुछ होंगे अब उस I1 और I2 से मैं लिख सकता हूं कि I1 by I2 माइनस Z12 by Z11 है अब ये दो काम्प्लेक्स एम्पीडेन्स हैं क्योंकि ये पहले एंटीना के सेल्फ इम्पीडेन्स हैं रेडिएटर के मुच्यूअल एम्पीडेन्स द्वारा पहला रेडिएटर जब यह 2 minus Z12 द्वारा संचालित होता है अब यह मैं माइनस मैगनीट्यूड भाग और कुछ फेज भाग के रूप में लिख सकता हूं क्योंकि यह मूल रूप से मुच्यूअल है जाहिर है यह दोनों के अलगाव पर निर्भर करेगा क्योंकि यह मुच्यूअल चीज़ इस पर निर्भर करती है कि अलगाव क्या है यही कारण है कि मैंने कुछ आनुपातिक d constant alpha लिया है तो यह इस अनुपात का फेज है अब क्या मैं कह सकता हूं कि फ़ील्ड ऐरे पैटर्न क्या होगा क्या मैं कह सकता हूं कि यह मेरा रेफेरेंस है 2 मेरा रेफेरेंस है जो आप देख रहे हैं तो F 1 minus Z12 by Z11 e to the power j alpha d minus j k0 d cos psi के बराबर है क्या मैं इसे लिख सकता हूं क्योंकि दोनों के बीच जगह होगी तो यह दो तत्व ऐरे का ऐरे पैटर्न है अब मैं चाहता हूं कि इस दिशा में अधिकतम विकिरण होना चाहिए इसका मतलब है कि psi 0 के बराबर है क्योंकि वेव यहां से आएगी मैं इसे प्राप्त करूंगा इसलिए मैं इसे एक ज्वलंत बात के रूप में चाहता हूं तो psi पर अधिकतम विकिरण प्राप्त करने के लिए यह 0 दिशा के बराबर है हमें क्या चाहिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि यह हिस्सा कितना alpha d minus k0d plus minus pi के बराबर होना चाहिए क्या मैं यह कह सकता हूं क्योंकि तब यह हिस्सा alpha d minus k0 d हो जाएगा तो वह मुझे देता है d minus plus pi by k0 minus alpha के बराबर है इसलिए यदि हम इस तरह से 'd' चुनते हैं तो हम इस दिशा में अधिकतम विकिरण प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम अब यह चाहते हैं कि यह यहाँ अधिकतम होना चाहिए और इस दिशा में यह शून्य होना चाहिए इस दिशा में पीछे की दिशा में यह शून्य होना चाहिए तो क्या स्थिति है इसका मतलब है हम विकिरण को पीछे की दिशा में दबाना चाहते हैं तो पीछे की दिशा में विकिरण को दबाने के लिए यानी psi की दिशा में जो pi दिशा के बराबर है हमें alpha d minus k0 की आवश्यकता है हमें alpha d plus k0 d की आवश्यकता है क्योंकि वह दिशा इसलिए cos pi minus 1 है इसलिए प्लस नहीं हो सकता है या तो 0 या 2 pi होना चाहिए और यह भी चाहता हूं कि Z12 by Z11 मैगनीट्यूड 1 होना चाहिए दोनों को एक साथ संतुष्ट होना चाहिए एक साथ स्थिति में अगर मैं वह उत्पादन करना चाहता हूं लेकिन यह दूसरी स्थिति संभव नहीं है क्योंकि सेल्फ इम्पीडेन्स और मुच्यूअल इम्पीडेन्स मुच्यूअल इम्पीडेन्स हमेशा सेल्फ इम्पीडेन्स की तुलना में बहुत कम होती है यही कारण है कि हम पहले इसे नगण्य मान रहे थे और इस शर्त को हम पूरा नहीं कर सकते तो कुछ विकिरण होगा लेकिन हम न्यूनतम विकिरण चाहते हैं हम नगण्य नहीं कर सकते तो पिछली दिशा में पूर्ण नगण्य संभव नहीं है इसलिए अब जैसा कि मैंने कहा कि यह आदर्श है आदर्श रूप से एक यागी उडा एंटीना के लिए हमें 'd' चाहिए इन लोगों ने प्रयोग से पाया है कि alpha d minus pi by 2 और Z12 Z111 के बराबर है लेकिन यह नहीं बनाया गया है अब अगर हम d को lambda not by 4 के बराबर लेते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही छोटा Z12 है और अगर Z12 छोटा है इसका मतलब यह है कि पैरासिटिक रेडिएटर में करंट काफी कम है और इसलिए लोगों ने यह भी लिया कि यह तुलना में छोटा है आमतौर पर 'd' को lambda not by 4 से थोड़ा छोटा लिया जाता है तो अब डिजाइन पैरामीटर क्या हैं डिजाइन पैरामीटर यह 'd' है और डाईपोल की लंबाई भी है यह भी एक और पैरामीटर है इससे टु एलिमेंट ऐरे में आप 3 की एक डिरेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं अब यदि पैरासिटिक एलिमेंट इस रजोनैंट लेंथ से कम है इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूँ कि I1 lambda not by 2 से कम है तो यह एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है और निर्देशक में अधिकतम परिवर्तन होता है इसी कारण लोगों ने इस तरह की संरचना की है मान लीजिए कि मेरे पास यह एक ड्रिवन एलिमेंट है इस दिशा मैं विकिरण नहीं चाहता हूँ यह एक पैरासिटिक एलिमेंट है और यहां मेरे पास एक छोटा एलिमेंट है lambda not by 2 की तुलना में छोटा इसलिए यह विकिरण में सुधार करेगा इन्हें निर्देशक कहा जाता है लोग इसमें से कई तत्वों को ले सकते हैं यहां तक कि उनके आकार भी भिन्न हो सकते हैं यह एक दिया गया तत्व है यह lambda by 2 डाईपोल है और यह एक है इसे परावर्तक कहा जाता है तो यह परावर्तक बैकसाइड में विकिरण को दबा देता है और ये निर्देशक इनमें सुधार करते हैं तो वास्तव में अगर मुझे लगता है कि हम इसे minus 1 तत्व कहते हैं इसे 0 तत्व कहा जाता है इसे 12 कहा जाता है इसलिए हमें सामान्य रूप से निर्देशकों की n संख्या मिल सकती है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं यह अब n plus 1 पोर्ट बन गया है जिससे आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से N port Z matrix लिख सकते हैं तो डिजाइन की प्रॉब्लम है di और एलिमेंट लेंथ li स्पेस में इस तरह चुनें की धाराएं मेरे पास उचित दिशा में आगे बढ़ने के लिए विकिरणित क्षेत्र के अतिरिक्त फेज प्रदान करने के लिए होंगी लेकिन चूंकि यह सभी समायोज्य पैरामीटर संबंधित हैं इसलिए इसे हल करना मुश्किल है लेकिन लोगों ने कुछ इम्पीरिकल प्रोग्रामिंग चीज लिखी है इसलिए ये प्रोग्राम कुछ पुस्तकों में उपलब्ध हैं इन्हें दिया गया है तो यह भी इस प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए उपलब्ध हैं ताकि आपके पास यह हो अब इस पैरासिटिक ऐरे की गंभीर समस्या यह है कि विकिरण प्रतिरोध यदि हम इस डाईपोल टर्मिनलों को देखते हैं तो ड्रिवन डाईपोल टर्मिनलों जो काफी कम हो जाता है यह 73 ओम नहीं है जो हमें एक डाईपोल के लिए मिलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ऊर्जा में से कुछ वे विकिरणित नहीं हैं वे इस निर्देशकों और परावर्तकों आदि द्वारा बाधित हो रहे हैं इसलिए इसके साथ यह पाया गया है कि रेडिएशन रेजिस्टेंस में कमी के साथ सिंगल पैरासिटिक एलिमेंट के लिए 01 lambda not 01 की दूरी यह 015 का गुणक द्वारा तो विकिरण प्रतिरोध 15 प्रतिशत तक कम हो जाता है यदि हमारे पास 01 lambda not um की दूरी है यदि हमारे पास 05 lambda की दूरी है तो यह कमी मानते है 15 प्रतिशत की कमी 30 प्रतिशत की कमी तो आम तौर पर एक ऐरे के लिए डाईपोल का रेडिएशन रेजिस्टेंस लगभग 20 ओम होता है तो काफी छोटा है एक अन्य समस्या ऑपरेशन की फ्रिक्वेंसी बैंड है आमतौर पर ऑपरेशन की फ्रिक्वेंसी बैंड 2 से 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है क्योंकि इष्टतम परिणामों के लिए पैरासिटिक एलिमेंट की आवश्यक क्रिटिकल ट्यूनिंग होती है आमतौर पर हम कुछ मान कह सकते हैं जो डिजाइनरों द्वारा उपयोग किए जाते हैं इसलिए ड्रिवन डाईपोल की लंबाई 045 से 049 lambda not तक होती है डायरेक्टर की लंबाई 04 से 045 lambda not होती है आप आमतौर पर 05 lambda not से कम कहते हैं रिफ्लेक्टर की लंबाई 05 lambda not से अधिक होती है इसीलिए अगर आप यागी ऐरे देखते हैं तो आप आसानी से रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर की पहचान कर सकते हैं इसके द्वारा रिफ्लेक्टर अधिकतम लॉग होता है ड्रिवन डाईपोल आप हमेशा पहचान सकते हैं कि क्या दिया गया है तो इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि विकिरण किस दिशा में हो रहा है विकिरण डायरेक्टर्स की दिशा में है और रिफ्लेक्टर दिशा में दबा हुआ है फिर डायरेक्टर अंतराल यह आमतौर पर 03 से 04 lambda not और रिफ्लेक्टर अंतराल यह 025 lambda not अब डायरेक्टर्स का समान लंबाई का होना आवश्यक नहीं है और विभिन्न डिज़ाइनर विभिन्न चीज़ों का उपयोग करते हैं और यह पाया गया है कि एक से अधिक रिफ्लेक्टर विकिरण विशेषताओं को नहीं बदलते हैं इसलिए आमतौर पर अधिकांश डिज़ाइन में केवल एक रिफ्लेक्टर होता है और डायरेक्टर्स के लिए यह पाया गया है कि आप विकिरण के प्रदर्शन को बढ़ाने वाले डायरेक्टर्स की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं लेकिन एक निश्चित बिंदु से परे या एक निश्चित संख्या में डायरेक्टर्स से परे डायरेक्टर् में विद्युत प्रवाह बहुत छोटा होता है विकिरण में योगदान नगण्य हो जाता है आमतौर पर डिजाइनरों के पास 6 से 12 डायरेक्टर् होते हैं इसलिए ऐरे की लंबाई आमतौर पर 6 lambda not होती है और गेन आमतौर पर 5 से 9 प्रति वेवलेंथ होता है तो आमतौर पर यह 30 से 54 या डीबी के शब्दों में 148 से 173 डीबी तक आता है जो काफी अच्छा है वास्तव में यही कारण है कि यह कई टीवी अनुप्रयोगों में होते हैं आप एक सिंगल डाईपोल डालते हैं जिसका आपको रिसेप्शन नहीं मिल रहा है लेकिन वह क्षण जो आपको मिलता है क्योंकि यह एक डाईपोल की तुलना में आपके गेन को काफी बड़ा कर रहा है और यह आपको देता है अब इस यागी एंटीना की महत्वपूर्ण विकिरण विशेषता फॉरवर्ड और बैकवर्ड गेन है तो बैकवर्ड दिशा में गेन आप कितना कम प्राप्त कर सकते हैं इनपुट इम्पीडेन्स बैंडविड्थ फ्रंट टू बैक रेश्यो माइनर लोब लेवल आदि तो यह एक इम्पीरिकल डिजाइन का एक अच्छा उदाहरण है और फिर अंत में हम एक और ऐरे देखेंगे जिसे लॉग पीरिऑडिक ऐरे कहा जाता है यह एक दिलचस्प ऐरे है वास्तव में इसे ब्रॉडबैंड ऐरे कहा जाता है लेकिन आधुनिक समय में हम इसे ब्रॉडबैंड नहीं कहते हैं पहले लोग इसे ब्रॉडबैंड कहते हैं वास्तव में ब्रॉडबैंड का एक अनुमान है कि यदि कोई एंटीना ब्रॉडबैंड है तो मैं इसके माध्यम से एक पल्स पास कर सकता हूं लेकिन ब्रॉडबैंड को कॉल करने का एक और तरीका है जिसे पहले लोग कॉल करते थे मान लीजिए कि मेरे पास एक नैरो बैंड सिग्नल है जिससे में सिग्नल भेज रहा हूँ उसी समान एंटीना से कुछ अन्य आवृत्ति पर एक और नैरो बैंड सिग्नल भेज रहा हूँ तो सबसे कम नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल और उच्चतम नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल यदि यह बड़े आकार का है तो लोग इसे ब्रॉडबैंड कहते हैं लेकिन प्रॉब्लम इस प्रकार के ब्रॉडबैंड एंटीना की है जहां मेरे पास कई नैरो बैंड सिग्नल भेजे जा सकते हैं वे प्रकृति में फैलाने वाले हैं यदि मैं उन्हें एक पल्स भेजता हूं तो यह आवश्यक है कि एक साथ सभी आवृत्तियों को पास करने की आवश्यकता है जो इस लॉग पीरिऑडिक ऐरे द्वारा पास नहीं किया जा सकता है तो यह एक फैलाव वाला ऐरे है इसका मतलब है कि अगर मैं पल्स भेजने की कोशिश करता है तो फैलाव होता है लेकिन अगर मैं नैरो बैंड सिग्नल को भेजने की कोशिश करता हूं तो एक बहुत बड़े बैंडविड्थ पर यह उन सिग्नल्स को पास कर सकता है इसलिए इस बात के साथ मैं कह सकता हूं कि इन ऐरे को इस अर्थ में ब्रॉडबैंड एंटीना कहा जाता है उन्हें 3 से 1 आवृत्ति बैंड पर संचालित करने के लिए बनाया जा सकता है इसका मतलब है कि उच्चतम ऑपरेटिंग आवृत्ति और निम्नतम ऑपरेटिंग आवृत्ति इसका मतलब है fupper by flower 3 है अब अवधारणा क्या है वास्तव में यह प्रोफेसर रामसे इस पर काम करते थे और अधिकांश अवधारणाएं उनके लिए हैं उनकी अवधारणा यह थी कि एक ऐसी स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए जो समय समय पर अपने आप को पैमाना बना सके क्योंकि आवृत्ति बदल जाती है उनका कहना था कि यह कोण अल्फा है मैं उनको सलाम करता हूँ और अब आप देखते हैं उनका कहना था कि एक एंटीना एक वेवलेंथ lambda not पर संतोषजनक रूप से संचालित होता है तो बिंदु यह है यह भी प्रदर्शन करेगा यह एक वेवलेंथ lambda 2 पर भी प्रदर्शन करेगा अगर इस पहले वाले के आयाम को lambda 2 के एक गुणक lambda 1 द्वारा बदल दिया जाता है मान लीजिए एक एंटीना एक आवृत्ति पर संचालित होता है जिसका अर्थ है कि वेवलेंथ का उलटा एक निश्चित वेवलेंथ पर मान लीजिये 3 मीटर यह कर सकता है अब समान एंटीना 2 मीटर वेवलेंथ पर काम कर सकता है अगर मैं इसके आयाम को 2 by 3 के गुणक से बढ़ाता हूँ तो यह विचार था तो आपने जो सुझाव दिया है मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह की संरचना है इसका मतलब है कि यह एक कोण alpha है और मान लीजिए कि यहाँ मैं एक एलिमेंट लेता हूं अब आप देखें कि अगर मैं यहां एक एलिमेंट लेता हूं यह स्केल्ड हो रहा है मान लीजिए कि मैं इसे n plus 1 th एलिमेंट कहता हूं मैं इसे n एलिमेंट कहता हूं फिर यह n minus 1 है यह n minus 2 है और बता दें कि यह लंबाई l n है यह लंबाई ln minus 1 है और यह दूरी xn 1 है यह दूरी xn आदि है तो अब आप एक निरंतर देखते हैं मेरा मतलब है डाइपोल की इनफिनिट ऐरे अब डाइपोल के पैरामीटर्स क्या हैं डाइपोल के पैरामीटर्स लंबाई ln व्यास an दूरी यह व्यास है यह लंबाई है शीर्ष से दूरी और dn एलिमेंट के बीच की दूरी है तो इसका मतलब है कि यह dn है यह dn minus 1 आदि है अब यदि हम यह मानते हैं कि xn1 by xn ln1 by ln के बराबर है तो dn1 by dn an1 by an के बराबर है जो एक पैरामीटर tau के बराबर है तो आप देखते हैं ऐरे पूरी तरह से इस पैरामीटर tau द्वारा परिभाषित की गई है और इनमें से एक या मैं कह सकता हूं कि tau dn by 2 ln या alpha अल्फा भी परिभाषित कर सकते हैं उनमें से किसी भी दो इसलिए इस पैरामीटर को sigma कहा जाता है तो tau sigma या alpha उनमें से कोई भी दो इस ऐरे को पूरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं इसलिए यदि हम tau द्वारा ऐरे के सभी आयामों को गुणा करते हैं तो यह एलिमेंट n एलिमेंट n plus 1 बन जाता है इसलिए ऐरे में सभी आवृत्तियों पर समान विकिरणकारी गुण होंगे जो एक कारक tau द्वारा संबंधित होते हैं पहले वाला मान लीजिए तो यह पक्ष मान लीजिए मान लीजिए कि यह f1 है इसलिए यह एक tau into f1 होगा तो अगर यह ऐरे f1 पर संतोषजनक रूप से काम करती है तो यह f2 पर भी काम करेगा जो tau f1 के बराबर है f3 tau square f1 के बराबर है f4 tau cube f1 आदि के बराबर है तो वास्तव में हम जान सकते हैं कि ln f2 by f1 क्या है यानि कि tau ln f3 by f1 है यानि कि tau ln tau square है इसका मतलब है 2 ln tau ln f4 by f1 जो कि 3 ln tau होगा तो tau उस लॉग अवधि को कहा जाता है जिसे आप देखेंगे इसलिए ऐरे से विकिरण प्राप्त करने के लिए इसे एक फेड सिस्टम द्वारा एक्साइट किया जाना चाहिए तो आम तौर पर लोग इसे फीड करते हैं कि यह तो वहाँ फ़ीड होगा यहाँ फ़ीड दिया जाएगा अब वही फ़ीड यहाँ दिया जाता है और यह 180 डिग्री फ़ीड दिया जाता है इसका मतलब है कि अगर यहां एक ट्रांसमिशन लाइन है उसका एक छोर यहां से जुड़ा है और दूसरा छोर एक ट्रांसमिशन लाइन है दूसरा छोर यहां से जुड़ता है और अब यह अगले पर जाता है और यह और एक अगले पर जाता है इसके द्वारा प्रत्येक को 180 डिग्री फेज फीड किया जाता है यह भी पाया गया है कि किसी भी आवृत्ति में सभी तत्वों में धाराएं lambda by two लम्बाई के करीब को छोड़कर बहुत छोटी हैं जो स्पष्ट है क्योंकि वास्तव में एक विशेष आवृत्ति पर क्या हो रहा है केवल एक स्ट्रक्चर प्रतिध्वनित होती है ताकि एक बड़ा आकार का करंट हो तो यही कारण है और बाकी सभी का हाई इम्पीडेन्स हाई रिएक्टिव इम्पीडेन्स हैं यही कारण है कि करंट वहाँ ज्यादा नहीं है इसलिए यह संभव है कि हालांकि यह स्ट्रक्चर अनंत है हम अपने निचले और ऊपरी चीजों के आधार पर हम इसे समाप्त कर सकते हैं मान लें कि मैं कुछ आवृत्ति चाहता हूं इसलिए मैं कुछ छोटे को लेता हूं कुछ उच्च आवृत्ति मान लेता हूं कुछ तत्व तो मैंने इसे काट दिया और इस तरफ निम्न आवृत्ति है इसलिए 2 3 निकालें और इसे छोटा करें तो यह फाइनाईट स्ट्रक्चर है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अन्य रेजॉनेटिंग नहीं कर रहे हैं इसीलिए आपके पास एक फ्रीक्वेंसी बैंड हो सकता है और उस पर ऐन्टेना रेडियो रेजॉनेटिंग होता है तो यह दर्शाता है कि जहां जब tau आम तौर पर 096 से 08 है तो हम प्राप्त करते हैं तो मान लीजिए कि यह आपको देता है यह एंटीना आपको 12 डीबी का गेन देता है और इसके लिए यह 8 डीबी आदि का गेन देता है और अन्य पैरामीटर sigma के विशिष्ट मान वह 018 से 014 है तो आपके पास वह हो सकता है जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रंकेशन के बाद आप tau n f फ्रीक्वेंसी से लेकर tau n plus mf कर सकते हैं तो ये उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति घटक हैं जिन्हें आप f 1 कह सकते हैं तो यह अनुपात आमतौर पर आप प्राप्त कर सकते हैं 3 से 1 इसका मतलब है कि tau m 3 के क्रम का है इसलिए यह लॉग पीरिऑडिक स्ट्रक्चर एक दिलचस्प अवधारणा थी वास्तव में अगर हम अपने इंजीनियरिंग यांत्रिकी दिनों से कॉर्नू स्पाइरल को याद करते हैं तो यह भी एक लॉग पीरिऑडिक स्ट्रक्चर है तो समभुज स्पाइरल एंटीना वास्तव में एक गोलाकार एंटीना है लेकिन यह भी इसी सिद्धांत पर है इसका मतलब है जहां लंबाई आदि के बजाय आप एक कोण द्वारा स्ट्रक्चर को परिभाषित करते हैं उन सभी का उपयोग लॉग पीरिऑडिक एंटीना के रूप में किया जा सकता है इसलिए यह ऐरे को समाप्त करता है तो हमने जो देखा है एक ऐरे ब्रॉडबैंड कैसे बनाया जाए बाद में जब हम आधुनिक एंटेना देखेंगे तो हम देखेंगे कि ऐन्टेना जो ब्रॉडबैंड की इस समस्या पर काबू पा लेता है और जो वास्तव में नॉन डिस्पर्सिव ब्रॉडबैंड बनाता है जिसे इम्पल्स रेडिएटिंग ऐन्टेना कहा जाता है जिसका आविष्कार इस सदी के पहले दशक में 2005 के आसपास हुआ था उस समय इसका आविष्कार डीवी गिरि और कार्ल बॉम ने किया था तो यह वास्तव में एंटीना के इतिहास में पहला था जिसने इस योगदान को ब्रॉडबैंड बनाया जो वास्तव में नॉन डिस्पर्सिव ब्रॉडबैंड है ताकि आप इसके माध्यम से सीधे एक पल्स भेज सकें जबकि इस ब्रॉडबैंड एंटेना से आप एक पल्स नहीं भेज सकते हैं लेकिन यदि आपके पास एक लॉन्ग फ्रीक्वेंसी बैंड पर विभिन्न नैरो बैंड सिग्नल हैं तो आप इन एंटीना के माध्यम से उन सभी को एक साथ भेजने का प्रयास कर सकते हैं